ये R01 और R02 हैं ठीक है तो यह एसिंक्रोनस रीसेट इनपुट आंतरिक रूप से यहां एक AND गेट है ठीक है तो जब वे दोनों उच्च होते हैं जब वे दोनों उच्च होते हैं तब क्या होता है ये विशेष आउटपुट अतुल्यकालिक रूप से रीसेट हो जाते हैं यह काउंटर अतुल्यकालिक रूप से रीसेट है इसका मतलब आंतरिक AND गेट के प्रसार विलंब के थोड़े समय के तुरंत बाद सारे मान 0 हो जाते हैं QA QB QC QD ये सभी 0 मान प्राप्त कर लेते हैं ठीक है तो काउंटर में एक छोटी बहुत छोटी अवधि है कुछ संख्या के लिए जो इससे जुड़ी है और फिर यह 0 0 0 0 पर जाती है तो 0 0 0 0 0 0 0 1 इस प्रकार गिनती होने पर वह पहला क्षण क्या है जब यह दोनों 1 1 हुए तो यह 0 0 0 0 पर जाता है फिर से इसी तरह गिनती होती है मेरा मतलब है जिस प्रकार क्लॉक ट्रिगर होती हैयदि हम गणना क्रम का अनुसरण करते हैं हम देख सकते हैं कि 0 0 0 0फिर 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 आप ध्यान देंगे कि QC और QD फीड किए गए हैं तो यह आपका QC है और यह आपका QB है इसके बाद 0 1 0 0 0 1 0 1 और फिर 0 1 1 0 आता है अतः इस गणना क्रम में यह पहली बार है जैसा आप देखते हैं कि QC और QB दोनों 1 हो रहे हैं ठीक है और जब यह दोनों 1 हो रहे हैं तुरंत इसका मतलब उस थोड़े प्रसार विलंब के बादजो कि क्लॉक के आवर्तकाल से बहुत बहुत कम है ठीक है क्या हो रहा है यह तुरंत 0 0 0 0 पर जा रहा है अतः उस विशेष क्लॉक चक्र में आप प्रभावी रूप से ज्यादा अवधि के लिए प्रभावी रूप से आप 0 0 0 0 प्राप्त कर रहे हैं इसका मतलब आप इस विशेष संख्या इस विशेष स्टेट पर वापस आ गए हैं क्या यह स्पष्ट है तो वे कौन सी विशिष्ट स्टेट हैं जिसके लिए क्लॉक अवधि क्लॉक अवधि के दौरान काउंटर एक विशेष मान रखता है तो ये 0 0 0 0 से 0 1 0 1 तक हैं ठीक है इसके बाद यह दोबारा 0 0 0 0 पर जाता है बहुत कम अवधि के लिए 0 1 1 0 पर रहता है ठीक है तो प्रभावी रूप से आप 0 1 2 3 4 5 और फिर से 0 इसलिए 6 विशिष्ट स्टेट्स प्राप्त कर रहे हैं ठीक है इसलिए इसे कहा जाता है यह एक मॉड 6 काउंटर की तरह व्यवहार कर रहा है और यदि आपको बाहरी कनेक्शन द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता होती है तो हमें 2 इनपुट AND गेट की आवश्यकता होगी और फिर उस आउटपुट को किसी एक इनपुट को दिया जाएगा अतः वह अतिरिक्त सर्किटरी वायरिंग और एक और IC 7408 रखना उसे पावर देना और यह सभी चीजें आवश्यक नहीं है और वह आवश्यकता समाप्त हो गई है अब इस पर ध्यान देते हुए वह 0 0 0 0 से 0 1 0 1 और वह मान जिसके साथ यह जहां भी जाता है तब वह और 0 0 0 0 इस विशेष मोड में एक साथ रहते हैं ठीक है तो यदि QD और QA यह QD है और यह QA है ठीक यदि QC और QB के बजाय ये यहां भेजे जाते हैं QC और QB भेजे गए थे अब हम इस एसिंक्रोनस रीसेट पर QD और QA भेज रहे हैं तब क्या होगा

अतः हमने यहां देखा कि जब R91 और R92 R9 का मतलब यह 9 1 0 0 1 सेट कर रहा है ठीक है तो पहले जब यह 6 और 7 हमने ग्राउंड किए थे क्योंकि इन्हें हम प्रयोग कर रहे हैं तो यदि हम 2 और 3 ग्राउंड करें और ये 6 और 7 जहां R91 और R92 हैं तो यदि यह दोनों उच्च है तो क्या होता है 1 0 0 1 यह 1 0 0 1 लोड हो जाता है है ना 1 0 0 1 लोड हो जाता है 0 0 0 0 के बजाय इसका मान अब 1 0 0 1 होगातो हम सत्य तालिका से यह ध्यान देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या किया गया है आप क्या देख सकते हैं कि यह फिर से BCD काउंटर है 2 और 3 अब ग्राउंड किए गए हैं इसलिए यहां कोई रिसैटिंग अतुल्यकालिक रिसैटिंग नहीं हो रही है अतुल्यकालिक प्रीसेट हो सकता है यदि सही स्थिति प्रकट होती है अन्यथा यह सामान्य गिनती होगी जैसे पिछले केस में थी तो यदि आप प्राप्त कर रहे हैं पिछले केस में 0 1 1 0 समान गिनती तो 0 1 1 0 मतलब QB और QC गिनती में पहली बार यह आ रहा है यदि आप ने 0 0 0 0 से शुरू किया है यदि आपने वहां से शुरू किया है तो यह चलता है और तब पहली बार यहां आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है 6 और 7 तो R 91 और R 92 आंतरिक रूप से यहां यह AND गेट हैयह दोनों उच्च है तो 1 0 0 1 आएगा बहुत कम अवधि के लिए यह वहां होगा उसके बाद 1 0 0 1 वहां होगा अतः मुख्यतः यह विशेष स्टेट 1 0 0 1 है जिसका मान गणना मान आंतरिक AND गेट से जुड़े हुए थोड़े प्रसार विलंब को छोड़कर 1 0 0 1 है ठीक हैतो यह 1 0 0 1 जब यह लोड हो जाता है उसके बाद क्या होगा यह सामान्य गिनती है सामान्य गिनती इसलिए 1 0 0 1 के बाद 0 0 0 0 आएगा फिर 0 0 0 1 आएगा और इस प्रकार यह चलता रहेगा दोबारा जब यह 0 1 1 0 आता है यह फिर से प्रीसेट हो जाएगा दोबारा यह प्रीसेट हो जाएगा वह निर्धारित प्रीसेट होगा इसलिए गणना क्रम काउंटिंग स्टेट विशिष्ट स्टेट 1 0 0 1 0 0 0 0 हैं और फिर यह 0 1 0 1 तक चलता रहता है और फिर से यह 1 0 0 1 पर वापस आ जाता है तो आपको 6 विशिष्ट स्टेट्स प्राप्त हुई हैं माफी 7 विशिष्ट स्टेट्स 1 2 3 4 5 6 और 1 0 0 1 जुड़ गई है तो 7 विशिष्ट स्टेट्स अतः यह क्या है यह एक मॉड 7 काउंटर है इसलिए मॉड 7 काउंटर भी बिना अतिरिक्त गेट के और यदि आप इसके निर्धारित प्रीसेट का प्रयोग करें आप इसे प्राप्त कर सकते हैं क्या यह स्पष्ट है और इसके अन्य उपयोग भी हो सकते हैं ठीक हम दूसरी IC को देखते हैं जिसमें इस प्रकार का कुछ प्रीसेट है लेकिन वह परिवर्तनशील प्रीसेट है वहां पर निर्धारित प्रीसेट था तो यहां हमारे पास परिवर्तनशील प्रीसेट है इसका मतलब हम 1 0 0 1 के अलावा संख्या लोड कर सकते हैं 1 0 0 1 संभव है और कोई दूसरी संख्या जो हम देखेंगे यह कैसे कार्य करता है तो यह IC 74193 है ठीक है IC 74193 की रुचिजनक विभिन्न विशेषताएं है तो सबसे पहले यह एक सिंक्रोनस 4 बिट अप डाउन काउंटर है अतः यह दोनों आगे की दिशा में इसका मतलब 0 1 2 3 4 और पीछे की दिशा में भी यानी 15 14 13 12 इत्यादि गिनती कर सकता है और इसके लिए आपके पास दो क्लॉक इनपुट है तो जब उनमें से एक सक्रिय होता है दूसरा निष्क्रिय होना चाहिए तो यदि इसे दूसरे को उच्च लॉजिक पर रखना हो क्यों

पहले वह क्लियर था ठीक है तो जब भी आप यह करते हो यह QD QC QB QA ये मान ले लेते हैं तो अब यह 1 1 0 1 हो गए हैं तो यह 13 लोड हो रहा है जैसा यहां दिखाया गया है इन स्थितियों में क्लॉक जब यह हो रहा था क्लॉक उच्च लॉजिक पर थी ठीक है इसलिए तब OR गेट का आउटपुट 0 था तो मूल रूप से यहां कोई बदलाव नहीं हैक्लॉक कोई क्लॉकिंग नहीं हो रही है ठीक अब क्लॉक काउंटडाउन अप यह उच्च पर है तो इसका मतलब यह निष्क्रिय है क्लॉकिंग में यह कोई भूमिका नहीं निभा रहा है और काउंट अप ने क्लॉकिंग शुरू कर दी है ठीक है और आप क्या देख सकते हैं पॉजिटिव एज में यह QD QC QB QAमान बदलने शुरू हुए हैं मेरा मतलब ट्रिगर हुए हैं तो 13 के बाद पॉजिटिव एज पर क्या होगा यह 14 पर जाएगा इसके बाद यह 15 पर जाएगा इसके बाद यह 0 1 2 और 3 इस प्रकार जाएगा लेकिन आप क्या कर रहे हैं सिर्फ इसे स्पष्ट करने के लिए यह दिखा रहे हैं कि गिनती कैसे होती है ठीक है तो इसके बाद आप मान ले कि काउंट अप उच्च पर ही रहा है ठीक है तो कोई और क्लॉकिंग नहीं कोई और स्टेट परिवर्तन नहीं यह 2 पर ही है और काउंटडाउन भी उच्च था तो यह रहता है यहां कोई काउंटडाउन क्लॉक भी नहीं है तो यह कुछ विशेष मान पर ही है ठीक है तो आप यहां क्या देखते हैं 0 0 0 1 0 यानी 2 तब क्या होता है काउंट अप उच्च पर रहता है और काउंटडाउन क्लॉकिंग शुरू करता है ठीक है तो इसके पॉजिटिव एज पर क्या होगा 2 से यह 1 फिर 0 फिर 15 फिर 14 फिर 13 पर जाएगा तो इस तरह से यह कार्य करता है अतः मैं समझती हूं कि इस दृष्टांत के साथ इसकी अधिक स्पष्टता है कि यह क्लॉकिंग और गिनती और इसी के साथ समानांतर लोड और क्लियर कैसे होता है ठीक है दूसरी चीज यह है कि आप देख सकते हैं जब यह 15 पर है और क्लॉक निम्न लॉजिक पर है लॉजिक सर्किट से भी आप उसे होता देख सकते हैं तो इस अर्ध क्लॉक चक्र अवधि के लिए कैरी निम्न ही रहती है और इसी प्रकार बोरो है जब यह 0 है और अर्ध चक्र अवधि के लिए क्या यह स्पष्ट है अब हम देखते हैं कि कैसे यह विभिन्न मॉडूलो संख्या प्राप्त करने में मदद करता है ठीक है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फिर से 0 1 2 हम यह विशेष स्टेट ट्रांज़िशन आरेख देख चुके हैं यह मानक मॉड 16 काउंटर है स्टेट 0 से 15 हैं क्या यह स्पष्ट है ठीक अब हम मानते हैं कि हमने एक बाहरी गेट लगाया है QA QB QC QD ये जुड़े हैं यह एक 4 इनपुट NAND गेट है और इसलिए इसका आउटपुट निम्न होगा जब दोनों यह सभी 1 हैं क्योंकि NAND गेट के लिए कोई भी इनपुट निम्न है मतलब आउटपुट उच्च है तो ये सभी 1 हैं यह निम्न हो जाता है जैसे ही ये सभी 1 होते हैं यह निम्न हो जाएगा और यह किसको भेजा जाता है यह आपके समानांतर लोड यानी एसिंक्रोनस प्रीसेट इनपुट पर भेजा जाता है जोकि एक्टिव लो है ठीक है अब भिन्न भिन्न स्थिति के लिए भिन्न भिन्न डाटा इनपुट हमारे पास विभिन्न डाटा इनपुट अब लोड हो रहा है जब भी यह समानांतर लोड अतुल्यकालिक रूप से समान क्लॉक अवधि में बेसिक गेट के साथ जो भी थोड़ा प्रसार विलंब है उसके बाद होता है तो यदि उस समय आपका DCBA डाटा इनपुट 1 0 0 1 है तो क्या होगा जब भी यह 15 पर पहुंचता है तुरंत उसी क्लॉक चक्र में जिस प्रकार हमने 7490 के लिए इस पर चर्चा की थी ठीक 9 लोड हो जाता है क्योंकि यह अब परिवर्तनशील प्रीसेट है तो अब यह 1 0 0 1 पहले की तरह है लेकिन हमने अब बाहरी मान 1 0 0 1 अलग से रखा है पहले यह प्रीसेट था IC 7490 के लिए आपको इसे करने की जरूरत नहीं है 1 0 0 1 आंतरिक रूप से लोड हो रहा था प्रीसेट हो रहा था ठीक है इसलिए यह 9 पर जाएगा अतः 9 10 11 यह अप काउंट मोड में है यदि आप इसे अप काउंट मोड में रख रहे हैं तो यह 9 10 11 12 13 14 जाएगा फिर से जैसे ही यह 15 पहुंचता है एसिंक्रोनस रीसेट होता है इसलिए 15 और 9 एक साथ एक क्लॉक चक्र में हैं और फिर से यह आगे बढ़ेगा तो आपके पास 9 10 11 12 13 14 एक मॉड 6 काउंटर उपलब्ध है और यह डाउन काउंटर होता यदि आपने क्लॉक की भूमिका बदल दी होतीअब उनमें से एक क्लॉक काउंटडाउन क्लॉक सक्रिय है और काउंट अप क्लॉक उच्च लॉजिक पर रखा गया है तब क्या हुआ होगा तो 15 के बाद 9 लोड हो जाता है मेरा मतलब तुरंत इसमें 15 और 9 एक साथ हैं तब 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 फिर से 15 ठीक और उस समय दोबारा यह तुरंत लोड हो जाएगा यह 9 लोड हो जाएगा तो यहां कितनी विशिष्ट स्टेट हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 और 15 और 9 एक साथ हैं तो आप देख सकते हैं कि विशिष्ट स्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं इसलिए यह एक मॉड 10 काउंटर है अब 1 0 0 1 की जगह आप कोई दूसरी संख्या भी लोड कर सकते थे और अप काउंट मोड और डाउन काउंट मोड में आपकी आवश्यकता के आधार पर अलग अलग मॉडुलो संख्या उपलब्ध हो सकती थी ठीक है तो यदि आप माना 1 0 0 1 की जगह यदि आप मान लीजिए 0 1 1 0 लोड कर रहे हैं ठीक है मेरा मतलब यह 0 1 1 0 तब क्या होगा

तो आप इसे लगा सकते हैं आप इसे जोड़ सकते हैं यह इस एक को दबाता है तो मूल रूप से यह जुड़ जाएगा अब क्लॉक यहां फीड कर रही हैइसलिए हर 1 सेकेंड पर यहां इस घंटे की गिनती में बदलाव होगा ठीक है हर एक सेकंड में क्योंकि अब 1 हर्टज़ क्लॉक इसे सीधे फीड कर रही है जब भी यह 3 पर पहुंचता है आप वहां रुक जाते हैं ठीक तो इसके बाद आप इसे यहाँ रख दें मेरा मतलब है कि दबाव को हटा दें तो यह वापस आ जाएगा जहां एक स्प्रिंग लोड है जिसके द्वारा यह वापस आ रहा है यह उपयुक्त स्विचिंग क्रियाविधि है ठीक है फिर आप मिनट पर जाते हैं तो यदि 50 है फिर आप प्रतीक्षा करते हैं यदि इसका प्रारंभिक मान 30 है तब आपको 20 सेकंड प्रतीक्षा करना होगा 20 के बाद आप जानते हैं कि चीजें वहां होंगी और यह यहां आएगा और तब आप इसे जारी करेंगे तो यह सेट किया गया है मिनट का हिस्सा सेट है और फिर आप इसे संलग्न करते हैं फिर गिनती शुरू होती है क्या यह स्पष्ट है तो इस प्रकार से हम डिजिटल क्लॉक प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे आप उसे प्रारंभ करते हैं सही समय सेट करते हैं अतः इसके साथ हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एसिंक्रोनस रीसेट का प्रयोग करके काउंटिंग स्टेट 0 जल्दी लागू किया जा सकता है और एक क्लॉक चक्र में जिसमें एक विशेष काउंट आ गया हो ठीक है तो 0 0 0 0 वहां होगा जब भी वह विशेष संख्या गिनती मान पहुंचता है यह अपनी पसंद की एक मॉडुलो संख्या प्राप्त करने में मदद करता है लेकिन एक गड़बड़ी होती है क्योंकि इस स्टेट के कारण रीसेट कम अवधि के लिए दिखाई देता है तो इस काउंटर पर अंतिम कक्षा में अगली कक्षा में हम देखेंगे कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है जिसके द्वारा हम इस गड़बड़ को हटा सकते हैं या हम एक अलग तरह के काउंटर डिजाइन प्रतिमान रख सकते हैं आंतरिक 2 इनपुट AND गेट काउंटर ICs में विभिन्न मॉडुलो संख्या प्राप्त करने के लिए एसिंक्रोनस रीसेट को प्रभावित करने में सहायता करता है जो हमने देखा IC 7490A मॉडुलो संख्या को सेट करने के लिए एक एसिंक्रोनस रीसेट के साथ 1 0 0 1 का एक निर्धारित एसिंक्रोनस रीसेट उपलब्ध कराता है IC 74193 में हमें परिवर्तनशील प्रीसेट प्राप्त हुआ जो बहुत अधिक नम्यता प्रदान करता है और हमने यह भी देखा कि जब हम एक क्रियाविधि से इसे प्रारंभ कर सकते हैं तो काउंटर का प्रयोग करके डिजिटल क्लॉक भी बनाई जा सकती है धन्यवाद